साधारण बल आघूर्ण स्प्रिंग सिस्टम को इस समीकरण से प्रदर्शित किया जा सकता है जो है T अब यदि टॉर्शनल स्प्रिंग को पहले से बल आघूर्ण माना TP से लोड किया जाता है तो उपर्युक्त समीकरण को ऐसे संशोधित किया जा सकता है अब रेखीय गति के केस में जो हमने देखा था उसी के समान इस केस में भी हम विभिन्न घर्षण देखेंगे वह घर्षण क्या हैं